नमस्ते मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो वर्तमान में हम फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन देख रहे हैं संक्षिप्त रूप में यह FDE है ठीक है इसलिए पिछले मॉडल में हमने FDE के सिद्धांत को देखा है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन FDE है ठीक है यह FDE है और यह मूल रूप से एक विकल्प है जो हमने पहले देखा है कि आपका 4 सिंक इक्वलाइज़र है जो एक टाइम डोमेन इक्विलाइज़ेशन तकनीक है इसलिए पहले हम सभी ने 4 सिंक इक्विलाइज़ेशन देखा है और हम मूल रूप से एक टाइम डोमेन इक्वलाइज़र के रूप में 4 सिंक इक्वलाइज़र के बारे में सोच सकते हैं यही कारण है कि हमने टाइम डोमेन इक्वलाइज़र या मूल रूप से TDE में भी कहा है और टाइम डोमेन इक्वलाइजेशन का नुकसान यह है कि हमने कहा कि इसमें मैट्रिक्स इनवर्जन है इसमें 4 सिंक को याद रखें इसमें मैट्रिक्स इनवर्जन शामिल है इसलिए इसमें टाइम डोमेन इक्विलाइज़र की एक उच्च कम्प्यूटेशनल जटिलता है इसकी एक उच्च कम्प्यूटेशनल जटिलता है दूसरी ओर जब आप फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वालाइज़र को देखते हैं फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन फ़्रीक्वेंसी डोमेन में किया जाता है जैसा कि नाम से लागू होता है और जैसा कि हमने पिछले मॉडल में देखा है जहां हमने इस योजना का वर्णन किया है इसमें फ़्रीक्वेंसी डोमेन में एक सरल संगणना शामिल है जहां मूल रूप से आप प्रत्येक सबकैरियर l पर कॉफिशिएंट्स X hat l के अनुमान की गणना करते हैं ठीक है इसलिए मूल रूप से इसमें कोई मैट्रिक्स इनवर्जन शामिल नहीं है और इसलिए इसमें बहुत कम जटिलता है जिसका मतलब है कि इसे कुशलता से लागू किया जा सकता है तो बस FDE को फिर से संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हालांकि आपने इसे पिछले मॉडल में स्पष्ट रूप से देखा है जहां हमारे पास है जहां हमने व्युत्पन्न किया है या इस तकनीक का वर्णन करते हैं FDE जो मूल रूप से मैट्रिक्स इनवर्जन को शामिल नहीं करता है जो कि एक मैट्रिक्स के इनवर्स की गणना कर रहा है और इसलिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन बहुत ही कुशल है इसलिए यह इस अर्थ में बहुत ही कुशल है कि इसकी जटिलता कम है इसकी कम कम्प्यूटेशनल जटिलता है ठीक है इस मॉड्यूल में अब हमें बताने के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं मूल रूप से इस फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन को बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं ठीक इसलिए पिछले मॉडल में हमने तकनीक का वर्णन किया है इस मॉड्यूल में पिछले कई बार की तरह ही हमने चर्चा की है और योजनाएं बनाई हैं आइए हम यह समझने के लिए एक उदाहरण करें कि यह तकनीक कैसे काम करती है ठीक है तो हम इस मॉड्यूल में क्या करने जा रहे हैं हम FDE या मूल रूप से सभी फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन के लिए एक उदाहरण करने जा रहे हैं ठीक है तो फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वीलाइज़ेशन में हमने जो कहा है वह है X 0 X 1 X 2 X 3 फिर से हम एक सिस्टम पर विचार करें जो N बराबर 4 सबकैरियर्स है ठीक है बस एक सरल प्रणाली पर विचार करने के लिए हालांकि यह बहुत आसानी से एक उच्च संख्या में सबकैरियर्स के साथ एक प्रणाली में विस्तारित किया जा सकता है बस एक उदाहरण के उद्देश्य के वर्णन करने के लिए आइए हम N बराबर 4 सबकैरियर्स की एक प्रणाली पर विचार करें हमने कहा कि छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 ये टाइम डोमेन सिंबल्स हैं ये सैंपल्स नहीं हैं और यह याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है यह OFDM टाइम डोमेन की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर है जहां OFDM के रूप में हम सिंबल्स को ले रहे हैं उन्हें सबकैरियर्स पर लोड कर रहे हैं IFFT कर रहे हैं और उन्हें टाइम डोमेन में भेज रहे हैं टाइम डोमेन में सैंपल्स संचारित कर रहे हैं FDE में हम बस स्थानांतरण पर कोई IFFT नहीं कर रहे हैं हम बस टाइम डोमेन सिंबल्स को ले रहे हैं और एक साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं और उन्हें प्रसारित करने की कोशिश करते हैं और यह महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किसी को FDE में याद रखना है ठीक है तो आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं इस x 0 पर विचार करते हैं जो टाइम डोमेन सिंबल्स हैं जो दिए गए हैं x 0 बराबर 1 j x 1 बराबर 1 j x 2 बराबर 1 j और x 3 बराबर 1 j ये आपके टाइम डोमेन सिंबल्स हैं सही ये टाइम डोमेन सिंबल्स हैं ये क्या हैं ये टाइम डोमेन सिंबल्स हैं स्पष्ट रूप से ये फिर से केवल OFDM जैसे सैंपल्स नहीं हैं ठीक है कृपया याद रखें कि ये सैंपल्स नहीं हैं और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये QPSK सिंबल्स हैं जो कि क्वैडरेचर फ़ेज़ शिफ्ट कीइंग है यदि आप कम्युनिकेशन से परिचित हैं तो ये क्वैडरेचर फ़ेज़ शिफ्ट कीइंग हैं एक जटिल बेसबैंड में क्वैडरेचर फ़ेज़ शिफ्ट कीइंग में मूल रूप से एक रियल हिस्सा और एक इमेजिनरी हिस्सा है और रियल हिस्सा या तो 2 वोल्टेज स्तर ले सकता है जो 1 और 1 है और इमेजिनरी भाग भी या तो 2 वोल्टेज स्तर 1 और 1 ले सकता है इसलिए आपके पास दो गुना 2 है जो कि 4 सिंबल्स हैं एक 1 j 1 j 1 j 1 j है तो ये QPS में 4 सिंबल्स हैं 4 संभावित सिंबल्स हैं जिनमें से आप विभिन्न सिंबल्स को खींचते हैं तो हम जो कह रहे हैं वह छोटा x 0 है 1 j छोटा x 1 है 1 j छोटा x 2 है 1 j छोटा x 3 है 1 j ये टाइम डोमेन सिंबल्स हैं ठीक है वास्तव में और अधिक स्पष्ट होने के लिए ये टाइम डोमेन QPSK सिंबल्स हैं हालांकि कोई भी किसी भी विशेष मॉडुलेशन को चुन सकता है ठीक है जो इस मामले में प्रतिबंध नहीं है ठीक है और अब हम जो करने जा रहे हैं वह फिर से जैसा कि हमने पहले कहा है कि हम इस टाइम डोमेन सिंबल्स को लेने जा रहे हैं इन टाइम डोमेन सिंबल्स को लें और साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ें इसलिए मेरे पास x 3 है मैं यह x 3 लेती हूं और मैं इसे x 3 को यहां जोड़ती हूं तो यह आपका मूल रूप से है और हमने इसे पहले भी कई बार देखा है इसलिए यह साइक्लिक प्रीफिक्स है तो इस अर्थ में कि हम ट्रांसमिशन से पहले साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं यह OFDM के समान है याद रखें OFDM में हम साइक्लिक प्रीफिक्स भी जोड़ते हैं लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि OFDM में जहाँ हम सिंबल्स का IFFT लेते हैं और सैंपल्स को प्रसारित करते हैं FDE में हम सिंबल्स को लेते हैं और साइक्लिक प्रीफिक्स को जोड़ने के बाद सीधे उन्हें संचारित करते हैं ठीक है इसलिए अब अगर मैं इस छोटे x 0 को प्रतिस्थापित करती हूं तो आपका छोटा x 0 क्या है तो मूल रूप से मुझे यह लिखने दो तो क्या संचारित है आपका संचारित ब्लॉक x 3 x 0 x 1 x 2 x 3 है और अब हम मानों को प्रतिस्थापित करते हैं x 3 1 j है आप देख सकते हैं ऊपर से मूल रूप से आपका x 3 है 1 j x 0 है 1 j x 1 है 1 j x 2 है 1 j और फिर x 3 मूल रूप से 1 j है और यह प्रेषित सिंबल्स का ब्लॉक है साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ने के बाद साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ने के बाद संचारित सिंबल्स का ब्लॉक ठीक है और अब हम फिर से 2 टैप ISI चैनल पर विचार करते हैं जो है y k याद रखना यह भी कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कई बार माना है फिर से उदाहरण को सरल रखने के लिए हम खुद को 2 टैप्स तक सीमित कर रहे हैं हालाँकि इसे आसानी से कई और टैप्स के साथ या वास्तव में किसी भी सामान्य संख्या के लिए बढ़ाया जा सकता है ठीक है इसलिए हम इसे फिर से दोहराने के लिए विचार कर रहे हैं हम L 2 टैप्स के बराबर लेते हैं इस उदाहरण के उद्देश्य के लिए हम विशेष रूप से h 0 को 1 के बराबर h 1 को 05 के बराबर सेट करते हैं इसलिए मूल रूप से आपका y k यह केवल बराबर होता है x k 05 गुना x k 1 v k के यह आपका 2 टैप ISI चैनल है ठीक है तो यह मूल रूप से आपका y k x k 05 x k 1 v k के बराबर है यह मूल रूप से आपका L 2 टैप ISI चैनल के बराबर है या ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए है L बराबर 2 टैप ISI चैनल जहां आपका ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए है बस यहाँ थोड़ा स्पष्ट किया जा रहा है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ठीक है तो हमारे पास y k बराबर x k 05 x k 1 v k है जहाँ v k निश्चित रूप से नॉयस सैंपल है y k प्राप्त kth आउटपुट सिंबल है छोटा y k kth आउटपुट सिंबल टाइम डोमेन में प्राप्त होता है ठीक है सभी छोटी मात्राएं छोटे अक्षर मूल रूप से टाइम डोमेन मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं कैपिटल अक्षर फ़्रीक्वेंसी डोमेन मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं ठीक है यह धारणा हम इस पूरे पाठ्यक्रम में अनुसरण कर रहे हैं वास्तव में पिछले मॉड्यूल के लिए भी यह संकेतन स्पष्ट रखे हैं ठीक है यह वही चीज है जो हमने OFDM में की थी और हम एक बार फिर इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन में कर रहे हैं तो छोटे y टाइम डोमेन प्राप्त आउटपुट सिंबल्स है छोटे x टाइम डोमेन संचारित सिंबल्स है छोटे v टाइम डोमेन नॉयस सैंपल है और अब जब मैं साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़े गए सिंबल्स को प्रसारित करती हूं तो हम जानते हैं कि चैनल ऑपरेशन मूल रूप से लीनियर कन्वॉल्यूशन साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के कारण एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन बन जाता है इसलिए आउटपुट y का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है h सर्कुलर रूप से x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड है जहाँ लीनियर कन्वॉल्यूशन एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन बन जाता है और यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है साइक्लिक प्रीफिक्स के जोड़ने के कारण यह सर्कुलर कन्वेन्शन है यह लीनियर कन्वॉल्यूशन एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन बन गया है सही और इसलिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन में या मूल रूप से रिसीवर पर आपके FFT के बाद यह मूल रूप से दिया जाता है जैसा कि अब आप देख सकते हैं यह मूल रूप से Y l के रूप में दिया गया है Y l बराबर H l गुणा X L V L हो जाता है सर्कुलर कन्वॉल्यूशन गुणा बन जाता है और इसलिए यह Y l आपके lth कैरियर के साथ आउटपुट कॉफिशिएंट है H l lth सबकैरियर में चैनल कॉफिशिएंट है यह lth सबकैरियर में चैनल कॉफिशिएंट है कैपिटल H l यह lth सबकैरियर के साथ का सिंबल है और यह नॉयस का सैंपल है यह lth सबकैरियर का नॉयस सैंपल है अब आउटपुट सिंबल्स को देखते हैं चूंकि हम उदाहरण पर विचार कर रहे हैं टाइम डोमेन में आउटपुट सिंबल्स को देखते हैंI टाइम डोमेन में आउटपुट सिंबल्स को y 0 के बराबर मान लें हम कहते हैं कि y 0 बराबर 1 y 1 बराबर आधा y 2 बराबर आधा और y 3 बराबर 1 हैं ये टाइम डोमेन में आपके आउटपुट सिंबल्स हैं ये टाइम डोमेन में आउटपुट सिंबल्स हैं ठीक है अब याद रखें फ़्रीक्वेंसी डोमेन के अनुरूप आउटपुट की गणना करें हमें इन टाइम डोमेन सिंबल्स का FFT लेना होगा ठीक है तो छोटे y s के FFT द्वारा कैपिटल Y s दिए जाते है जिसका मतलब है कि मुझे N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेना है इसलिए सबकेरिएर्स में Y l सिंबल्स सबकेरियर के सिंबल्स Y l इस प्रकार दिए गए हैं अच्छा हम इसके लिए अभिव्यक्ति लिख सकते हैं कि Y l समान है यह FFT के समान है यह सबमिशन k 0 से N 1 y k e पॉवर j 2 pie k l बाय N के बराबर है और यह सामान्य FFT की L लंबाई के लिए अभिव्यक्ति है अब हमें N को 4 के बराबर सेट करना है जो कि हमारे सिस्टम में फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स के सबकैरियर्स की संख्या है जो कि बराबर है सबमिशन k 0 से N 1 जो कि 3 है y k e पॉवर j 2 pie k l बाय 4 है जो कि k 0 से 3 y k e पॉवर j pie बाय 2 k l के बराबर है ठीक है ये सबकेरियर l के साथ सिंबल्स हैं या lth FFT पॉइंट पर सिंबल्स हैं या सैंपल्स हैं हम इसे सैंपल कहते हैं यह FFT डोमेन में है तो हम कहें कि यह Lth FFT पॉइंट पर आउटपुट सैंपल है ये उदाहरण के लिए y k टाइम डोमेन में kth आउटपुट सिंबल है छोटा y k टाइम डोमेन में kth आउटपुट सिंबल है तो छोटे y s टाइम डोमेन में आउटपुट सिंबल्स हैं कैपिटल Y s फ़्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट सैंपल्स हैं आप छोटे y s का FFT लेते हैं और आपको जो मिलेगा वह आउटपुट है यही कारण है कि आपको फ़्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल Y s मिल जाएंगे जो विभिन्न FFT पॉइंट के साथ आउटपुट सैंपल्स हैं ठीक है और अब हमारे पास क्या है हमने पहले ही इस FFT की गणना कर ली है इसलिए मैं इसे दोहराने नहीं जा रही हूं y 0 y 1 y 2 y 3 ठीक है जो मूल रूप से 1 आधा आधा 1 हैं और हम N 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले ही OFDM के संदर्भ में देखा है N 4 पॉइंट FFT के बराबर है N प्राप्त किए गए आउटपुट सैंपल्स के 4 पॉइंट FFT के बराबर है क्योंकि मैं पहले की गणना के रूप में लिखने जा रही हूं हमने पिछले मॉड्यूल में इसकी गणना की है और यह आप देख सकते हैं कैपिटल Y 0 कैपिटल Y 1 कैपिटल Y 2 कैपिटल Y 3 के रूप में दे सकते हैं जो मूल रूप से 3 आधा आधा j 0 और आधा आधा j है बस थोड़ा और अधिक स्पष्ट होने के लिए मैं नीचे लिखती हूं कैपिटल Y 0 बराबर 3 कैपिटल Y 1 बराबर आधा आधा j जो कि सबकेरियर में आउटपुट सैंपल है या पहला FFT पॉइंट है Y 2 बराबर 0 Y 3 बराबर आधा आधा j ये आउटपुट हैं जैसे कि हमने पहले ही यहां पर लिखा है ये विभिन्न FFT पॉइंट्स पर आउटपुट सैंपल्स हैं या सबकेरियर्स में आउटपुट सैंपल्स हैं ये फ़्रीक्वेंसी डोमेन में हैं जो याद रखना महत्वपूर्ण है कैपिटल Ys ये फ़्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट हैं जो याद रखना महत्वपूर्ण है ठीक है अब हमें क्या जरूरत है हमें दूसरी बात यह भी याद रखनी चाहिए कि हमें सबकैरियर्स के अनुमानों की गणना करने की आवश्यकता है हमें भी इन कैपिटल H ls की आवश्यकता है मुझे यहाँ पर वापस जाने और इसको गोल करने की आवश्यकता है तो हमें इन H ls की मूल रूप से आवश्यकता है ये कैपिटल H ls क्या हैं अगर आपको याद है कि कैपिटल H ls मूल रूप से कॉफिशिएंट्स है विभिन्न केरियर्स में चैनल कॉफिशिएंट्स है और टाइम डोमेन में इन चैनल टैप्स की 0 पेअर्ड FFT द्वारा गणना की जाती है ठीक है मैं आपको उसकी याद दिलाना चाहूंगी तो आप अपने 0 पेअर्ड चैनल टैप्स को लें जो कि h 0 h 1 है उन्हें 0s के साथ पैड करें जो N L 0s है आपके पास L टैप्स हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास सामान्य परिदृश्य के लिए N L 0s हैं इस स्थिति में N 2 के बराबर L 2 के बराबर इसलिए आपके पास 2 टैप और N 4 के बराबर है इसलिए आपके पास N L दो 0s हैं ठीक है और आप 0 पेअर्ड FFT N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं और बस इस बात का ध्यान रखना है कि यह 0 पेअर्ड FFT है और आपको जो भी मिल रहा है चैनल कॉफिशिएंट्स हैं ये क्या हैं ये चैनल कॉफिशिएंट्स हैं ये सबकेरियर के चैनल कॉफिशिएंट्स हैं अब हम इसे कैसे प्राप्त करें इसलिए अगर मैं H l के लिए अभिव्यक्ति लिखती हूं मैं लिख सकती हूँ H l सबमिशन k 0 से N 1 टाइम डोमेन चैनल टैप्स गुना e पॉवर j 2 pie k l बाय N N जो कि 4 के बराबर है k 0 से 3 y k e पॉवर j pie बाय 2 k l के बराबर है मुझे यह स्पष्ट रूप से लिखने दें और इसलिए हमारे पास H l बराबर सबमिशन k 0 से 3 h l e पॉवर j 2 pie k l बाय 4 है जो 0 से 3 h l e पॉवर j pie बाय 2 k l के बराबर हैI और वास्तव में आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं क्योंकि यद्यपि हम k को 0 से 3 के बराबर प्रस्तुत कर रहे हैं यह एक 0 पेअर्ड FFT है जिसमें केवल 2 चैनल टैप्स हैं इसलिए मैं वास्तव में k 0 से 1 के बराबर लिख सकती हूं और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि यह 0 पेअर्ड FFT है चूँकि यह 0 पेअर्ड FFT है और इसलिए हमारे पास h 2 और h 3 वास्तव में 0 हैं तो चैनल टैप्स के बारे में बात करते हैं इस 0 पेअर्ड FFT के बारे में सोचने का एक तरीका मूल रूप से यह है कि केवल छोटा h 0 और छोटा h 1 नॉनज़ेरो है जबकि छोटा h 2 और h 3 जो कि दूसरा और तीसरा चैनल टैप है 0 है ठीक हैI अब हम FFT की गणना करते हैं अब हम जानते हैं और हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं आइए हम पूर्णता के लिए ऐसा करते हैं हम जानते हैं कि चैनल टैप h 0 1 के बराबर h 1 05 के बराबर है इसलिए कैपिटल H 0 जो कि 0th FFT पॉइंट है यह h 0 h 1 बराबर 1 आधा बराबर 3 बाय 2 है कैपिटल H 1 बराबर छोटे h 0 छोटे h 1 e पावर j pie बाय 2 के बराबर है 1 आधा गुना j बराबर 1 आधा j है I कैपिटल H 2 जो कि दूसरे 0 पॉइंट FFT के साथ चैनल कॉफिशिएंट है या दूसरा सबकैरियर h 0 h 1 e पावर j pie है मूल रूप से 1 - आधा आधे के बराबर है और कैपिटल H 3 मूल रूप से आपका तीसरा 0 पॉइंट FFT या तीसरे सबकैरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट है यह छोटा h 0 छोटा h 1 e पावर j 3 pie बाय 2 है जो 1 आधा j और इसलिए अब बस इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से लिखते हैI एक बार फिर आपके पास कैपिटल H 0 बराबर 3 बाय 2 कैपिटल H 1 बराबर 1 आधा j कैपिटल H 2 बराबर आधा कैपिटल H 3 बराबर 1 आधा j है ठीक है तो ये चैनल टैप्स हैं ये आपके चैनल कॉफिशिएंट्स हैं इसलिए ये विभिन्न सबकैरियर्स में चैनल कॉफिशिएंट्स हैं ठीक है इसलिए हमारे पास कैपिटल H s है ठीक है और अब हमें मूल रूप से जो करना है यदि आपको एहसास है कि हमारे पास lth सबकैरियर के फ़्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है हमारे पास Y l H l गुना X l V l के बराबर है और हमें lth सबकैरियर के साथ कॉफिशिएंट्स के अनुमान की गणना करनी है ठीक है हम FDE में ऐसा करते हैं जो lth सबकैरियर में X l का अनुमान है और जो कि कैपिटल X hat l द्वारा निरूपित किया जाता है और याद रखें कैपिटल X hat l Y l बाय H l है इस प्रकार हम lth सबकैरियर्स में X l के अनुमान की गणना करते हैं यह X l है जो FFT कॉफिशिएंट है X l जो संचारित टाइम डोमेन सिंबल्स का lth FFT कॉफिशिएंट है जो छोटे x s है छोटा x 0 छोटा x 1 छोटा x 2 छोटा x 3 ठीक है इसलिए हम अगले मॉड्यूल में गणना करेंगे और बाद में भी गणना करेंगे ताकि इन कैपिटल X s का अनुमान फ़्रीक्वेंसी डोमेन में हो फिर आपको टाइम डोमेन में प्रेषित सिंबल्स के संबंधित अनुमानों की गणना करने के लिए IFFT को याद रखना होगा ठीक है तो ये 2 चरण हम बाद के मॉड्यूल में करेंगे इसलिए हमने इस चीज़ में जो किया है वह मूल रूप से हम FDE पर विचार कर रहे हैं जो फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन है हम फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन के लिए एक सरल उदाहरण प्रदर्शित कर रहे हैं हम संचारित QPSK सिंबल्स के एक ब्लॉक पर विचार कर रहे हैं हम 4 सबकैरियर सिस्टम N बराबर 4 पर विचार कर रहे हैं हम QPSK सिंबल्स पर विचार कर रहे हैं छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 हमने दर्शाया है कि प्रेषित सिंबल्स का साइक्लिक प्रीफिक्स एडेड ब्लॉक क्या है ठीक इसी प्रकार प्राप्त आउटपुट सैंपल्स हैं सैंपल्स का FFT 0 पेअर्ड चैनल टैप्स के FFT ठीक है अब अगले मॉड्यूल में हमें इस बारे में बात करनी है कि कैपिटल X s के अनुमान क्या हैं जो फ़्रीक्वेंसी डोमेन में FFT कॉफिशिएंट्स हैं और आखिरकार टाइम डोमेन में सिंबल्स के अनुमान प्राप्त करने के लिए IFFT करते हैं ठीक है यह हम बाद के मॉड्यूल में करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद